डेमो ऑफ प्रोटीन डाटा बैंक शुरुआती व्याख्यानों में मैंने PDB के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की जो प्रोटीन डाटा बैंक हैं और इस प्रदर्शन में हम मुख्य रूप से प्रोटीन डाटा बैंक में उपलब्ध जानकारी के बारे में बताएंगे और वर्तमान आंकड़ों के साथ साथ PDB की वृद्धि राष्ट्रीय चिकित्सा प्रयोगशाला में शुरू हुई है और विशेष रूप से एक विशिष्ट उदाहरण के साथ प्रोटीन डाटा बैंक के विभिन्न पहलुओं और दोहरावों को पिछली बार 2 LZM के PDB कोड के साथ कहा गया है PDB या प्रोटीन डाटा बैंक संरचनात्मक जैव सूचना विज्ञान या RCSB के लिए अनुसंधान सहयोगी द्वारा बनाए रखा जाता है इस संरचना को परमाणु निर्देशांक के रूप में संग्रहीत किया जाता है प्रत्येक संरचना को एक अद्वितीय PDB id दिया जाता है जिसमें एक अंकीय और 3 अल्फा न्यूमेरिक वर्ण जैसे कि 2 LZM या 1a 4y PDB होता है जनता के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ है हम PDB के बारे में और निम्नलिखित डेमो में वेबसाइट नेविगेट करने के तरीके के बारे में जानेंगे PDB में उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले url rcsb dot org पर जाएं और PDB पर बाईं ओर प्रत्येक मेनू आइटम पर क्लिक करें डिपॉजिट मेनू में आइटम प्रयोगवादी अपने डेटा को जमा कर सकते हैं जो कि एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी या एनएमआर आदि द्वारा सचित्र एक जैविक संरचना है खोज टैब किसी दिए गए क्रिस्टल संरचना की खोज करने के लिए उपयोग के लिए है यह विज़ुअलाइज़्ड टैब 3 डी संरचनाओं सीक्वेंस फीचर्स या लीजेंडस के साथ इंटरेक्शन को देखने के लिए सॉफ्टवेयर देता है विश्लेषण टैब PDB सांख्यिकी पृष्ठ के साथ साथ बाहरी उपकरणों के लिए हाउस सीक्वेंस और स्ट्रक्चर एलाइनमेंट उपकरण लिंक में देता है डाउनलोड टैब उपयोगकर्ताओं को बल्क या डाटा डाउनलोड और API सेवाओं को अनुकूलित करने की अनुमति देता है जानें टैब में उपयोगकर्ता PDB और आणविक जीव विज्ञान के बारे में शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकते हैं हेडर टैब में यहां हम PDB में उपलब्ध डाटा की संख्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरस की संख्या देख सकते हैं जिन्हें जमा किया गया है अब हम PDB डाटा बेस के आंकड़े देखेंगे यह यहां पाया जा सकता है आँकड़ों को दो वर्गों में बांटा गया है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट ग्रोथ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन वर्तमान में PDB में डाटा पर कंटेंट स्टैटिसटिक्स जमा है सारांश तालिका जो यहां प्रदर्शित है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ अन्य जैविक संरचनाओं के तहत कई संरचनाएं देता है और एक्स रे एनएमआर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसे प्रत्येक प्रायोगिक तकनीक द्वारा टूटना भी यहां दिया गया है और अन्य योग यहां दिया गया है कुल मिलाकर वर्तमान में PDB में लगभग 136000 संरचनाएँ उपलब्ध हैं आगे की खोज करने के लिए आप अवशेषों की गिनती या इन सभी आंकड़ों के अन्वेषण और आगे के अध्ययन के लिए आणविक भार द्वारा डाटा देख सकते हैं PDB कंटेंट ग्रोथ के आंकड़े भी देता है इससे पता चलता है कि 1976 के बाद से हर साल समय के साथ डाटा बेस कैसे बढ़ा है आइए हम यहां आंकड़े देखते हैं रिकॉर्ड 1976 से शुरू होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि PDB में जमा किए जा रहे डाटा की मात्रा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और वर्तमान में यहाँ है अब हम एक उदाहरण देखेंगेअब हम सर्च बार में 2 LZM टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं जब हम कोई PDB id टाइप करते हैं तो वेबसाइट संरचना का एक सारांश पृष्ठ दिखाती है इसलिए हमारे पास संरचना का एक स्थिर दृष्टिकोण है यहां शीर्षक और प्रयोगात्मक तकनीक के साथ साथ प्रोटीन संरचना के बारे में बुनियादी जानकारी जो यहां दी गई है तो उदाहरण के लिए इस संरचना को एक हाइड्रोलेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है इस प्रायोगिक विधि में जिसका उपयोग संरचना प्राप्त करने के लिए किया गया था एक्स रे विवर्तन है और संकल्प 17 एंगस्ट्रॉम है PDB एक साहित्य संदर्भ भी प्रदान करता है जिसमें से संरचना ली गई थी इसके अलावा आप इस संरचना में मैक्रोमोलेक्यूल्स पा सकते हैं तो इस संरचना में हमारे पास केवल 1 इकाई है जो कि T4 LYSOZYME है इसे चेन A के रूप में पहचाना जाता है और इसमें 164 नमूने हैं आप यहां सुविधा दृश्य भी देख सकते हैं इस पृष्ठ में आप अन्य डाटा आधारों जैसे कि pubmed and uniprot को भी लिंक कर सकते हैं और आप यहां रामचंद्रन प्लॉट भी देख सकते हैं आप 3D संरचना को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे हमारे यहां 3D संरचना भी हो सकती है या आप संरचना को डाउनलोड कर सकते हैं और a10 pi मोल देख सकते हैं